इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो स्टीरियो जियोमर्ट्री पर है तो आइए हम इस बात को कंसीडर करें कि स्टीरियो सेटअप का क्या मतलब है स्टीरियो सेटअप में हमारे पास दो कैमरे हैं और इस दो कैमरों में वे अपने कैमरा सेंटर और उनके इमेज प्लेन द्वारा स्पेसिफाइड हैं और सीन पॉइंट X जिसके लिए आप इस दोनों कैमरों में इमेज ले रहे होंगे इसलिए यदि मैं यहां प्रोजेक्शन का रूल अप्लाई करता हूं तो हमें इस सीन पॉइंट X की इमेज पहले कैमरे में मिलती है जिसका कैमरा सेंटर C एक x के रूप में दिया गया है इसी तरह कैमरा सेंटर द्वारा दिया गया दूसरा कैमरा उसी इमेज पॉइंट की इमेज को अपने स्वयं के इमेज प्लेन पर बनाता है तो आपके पास एक ही सीन पॉइंट की दो इमेजेस हैं और यह वही है जो आपको स्टीरियो सेटअप में मिलेगा प्रत्येक सीन पॉइंट के लिए दो इमेज पॉइंट हैं अब यदि वे दो कैमरों से देखे जा सकते हैं अब इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज जियोमर्ट्री प्रॉपर्टीज हैं क्या हम पर्टिकुलर रूप से देख सकते हैं कि पॉइंट और अगर यह एक स्पेस द्वारा पाया जाता है और सीन पॉइंट को कंसीडर करता हूं तो इमेज बनाते हैं और वे भी एक ही स्पेस पर स्थित हैं यह पहली फॉर्म है मैं बीच में एक लाइन खींचता हूं और जिसे बेस लाइन भी कहा जाता है स्टीरियो सेटअप के लिए तो वह भी उसी स्पेस में स्थित है यह लाइन इमेज स्पेस को इंटरसेक्ट करती है फिर से इमेज स्पेस में कुछ इमेज पॉइंट हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनमें से एक इंट्रसेक्शन पॉइंट यहां है जिसे दूसरे कैमरे के कैमरा सेंटर की इमेज के रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है और दूसरे पॉइंट को अन्य इमेज स्पेस के साथ बेस लाइन के इंट्रसेक्शन के पॉइंट पर दिखाया गया है जिसे हम पहले कैमरे के कैमरा सेंटर की इमेज के रूप में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं तो इन दो पॉइंट्स इन्हें एपिपोल कहा जाता है और वे भी एक ही पॉइंट पर स्थित हैं तो वे यहाँ और लाइन में शामिल होने से डेनोटेड होते हैं और जो इन सभी पॉइंट्स और उनकी इमेज पॉइंट्स से युक्त स्पेस के इंट्रसेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है तो पहला इमेज प्लेन वाला वह इंट्रसेक्शन यह आपको एक और लाइन देगा और इसी तरह से दो इमेज प्लेन में ऐसी दो लाइनें मिलेंगी क्योंकि थ्री डायमेंशनल प्लेन के संबंध में इंट्रसेक्शन एक ही पॉइंट और कैमरा सेंटरस द्वारा गठित है अब वे दो पॉइंट्स उन दो लाइनस को एपिपोलर लाइन कहते हैं इसलिए हमारे पास यह पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है और इन टर्मस का उपयोग किया जाता है हम आने वाले लेक्चर में इन टर्मस को अधिक से अधिक एक्सप्लेन करेंगे लेकिन आपको इस इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देना चाहिए कि सभी पॉइंट्स और लाइन एक ही प्लेन पर पर स्थित है और इस सेंटर के संबंध में उस प्लेन को एपिपोलर प्लेन कहा जाता है तो आपके पास यह एपिपोलर लाइनें हैं और इस प्लेन को एपिपोलर प्लेन कहा जाता है जो कैमरा सेंटरो और दोनों कैमरा सेंटरो द्वारा बनाया जाता है तो सामान्य तौर पर इस जियोमर्ट्री को एपीपोलर जियोमर्ट्री कहा जाता है तो इस का सारांश एक बार फिर एपिपोलर जियोमर्ट्री की डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यहां दिखाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास करोसपोंडिंग बेस लाइन है और बेस लाइन का इंट्रसेक्शन एपिपोल दे रहा है और आप पर्टिकुलर रूप से दूसरे कैमरे में इस एपिपोलर लाइन को नोट करते हैं इसलिए यदि मैं पहले कैमरे और इमेज पॉइंट द्वारा गठित प्रोजेक्शन किरण को कंसीडर करता हूं तो उस किरण पर पड़ा कोई भी पॉइंट उसी पॉइंट का पॉसिबल कैंडिडेट है जहां से यह इमेज है और यदि मैं सीन पॉइंट की इमेज को दूसरे कैमरे से लेता हूं तो यह इमेज एपिपोलर लाइन पर स्थित होगी तो यह एक जियोमर्ट्री इंटरप्रटेशन है जो इस इमेज पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक ही पॉइंट के सभी पॉसिबल कैंडिडेट एक एपिलेटर लाइन पर स्थित हैं यह एक कॉन्स्टेंट है जो इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन द्वारा लगाया जाता है तो सही इमेज में X के करोसपोंडिंग पॉइंट 1 प्राइम पर स्थित है और आप इस कॉन्फ़िगरेशन को इस फैशन में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी भी एपिपोलर प्लेन के लिए इसके इंट्रसेक्शन की बात यह है कि वे दो हैं इमेज प्लेन के संबंध में इंट्रसेक्शन की अपनी लाइन वे इसी के करोसपोंडिंग एपिपोलर लाइन हैं इसलिए केवल उन पॉइंट्स पर प्रोजेक्ट करता है इसलिए प्लेन के किसी भी पॉइंट को पहले कैमरे के लिए इमेज को प्रोजेक्ट किया जाएगा एपिपोलर लाइन और दूसरे कैमरे के लिए इसे एपिपोलर लाइन पर प्रोजेक्ट किया जाएगा इसलिए एपीपोलर जियोमर्ट्री में हमारे पास यह कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार फिर हम अब उन्हें पर्टिकुलर रूप से केवल जियोमर्ट्री कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके डिफाइन करेंगे इसलिए एपिपोल जैसा कि हम देखते हैं और यहाँ की आकृति में है तो एपिपोल को इमेज स्पेस के साथ बेसलाइन के इंटर्सेक्शन के रूप में डिफाइन किया गया है जो एक प्रकार की डेफिनेशन है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक बेसलाइन है यह इमेज स्पेस के साथ एक बेसलाइन और इंट्रसेक्शन है वे आपको उन पॉइंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो एपिपोल हैं यह एक प्रकार की इंटरप्रिटेशन है या आप इसे इंटरप्रिटेट भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले मेंशं किया है अन्य इमेज में प्रोजेक्शन सेंटर का प्रोजेक्शन क्योंकि आप एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर सकते हैं यह कैमरा सेंटर है जो पहले कैमरे का प्रोजेक्शन सेंटर है तो ये एपिपोल इस इमेज प्लेन पर इस कैमरे का प्रोजेक्शन है क्योंकि आप इस पॉइंट से किरण को इस पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं जो फिर से बेसलाइन है और इमेज प्लेन के इंट्रसेक्शन का यह पॉइंट आपको ये पर्टिकुलर एपिपोल देगा इस एपिपोल को हम राइट एपिपोल कहते हैं इसलिए हमारे कन्वेंशन में हमारी यह पर्टिकुलर डायरेक्शनलीटी होगी हम इस डायरेक्शनल नोटेशनस का उपयोग करेंगे इसलिए पहला कैमरा हम डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से बाएं कैमरे को कॉल करेंगे इसलिए आप कभी कभी इसे बाएं कैमरे और दूसरे कैमरे के रूप में भी रेफर करेंगे हम इसे राइट कैमरा के रूप में रेफर करेंगे इसी तरह इस पहले एपिपोल से बाहर के एपिपोल को बयां एपिपोल कहा जाता है जो कि रेफरेंस इमेज प्लेन या पहली इमेज प्लान पर एपिपोल है तो पहला कैमरा स्टीरियो सेटअप का एक रेफरेंस कैमरा और दूसरा एपिपोल कंसीडर किया जाता है कभी कभी इसे राइट एपिपोल भी कहा जाता है जो दूसरे कैमरे के करोसपोंडिंग एपिपोल पर होता है तो ये निश्चित रूप से कुछ नोटेशंस हैं जिन टर्मिनोलॉजी का उपयोग हमारी डिस्कशन में किया जाएगा आप कैमरा के डायरेक्शन की गति एक लुप्त पॉइंट के रूप में एपिपोल को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं तो एक कैमरा गति डायरेक्शन क्या है यह कैमरा सेंटर के ट्रांसलेटशन की एक डायरेक्शन है तो जो फिर से बेस लाइन द्वारा दिया गया है तो उस डायरेक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह उस किरण का इंटर्सेक्शन है रेस्पेक्टिंग इमेज के साथ प्लेन आपको दे देगा कि इंटरसेप्टिंग पॉइंट हमेशा उस डायरेक्शन में लुप्त पॉइंट होगा तो एपिपोल भी कैमरा गति डायरेक्शन के लुप्त पॉइंट हैं तो विभिन्न तरीकों से आप इस एपिसोड को इंटरप्रेट कर सकते हैं दूसरी ओर आप एक एपिपोलर प्लेन को डिफाइन करते हैं यह प्लेन है जिसमें बेस लाइन होती है तो आप उस बेस लाइन को देख सकते हैं तो यह इस अर्थ में एक डिमिंशनल फैमिली है यह एक पेंसिल है जिसकी बेस लाइन एक पेंसिल की तरह काम कर रही है और आप जानते हैं कि उस पर्टिकुलर लाइन के चारों ओर सभी प्लेन एक एपिपोल को डिफाइन कर रहे हैं एपिपोलर प्लेन और एपिपोलर लाइन इमेज के साथ एपिपोलर प्लेन का एक इंटर्सेक्शन है और यह हमेशा करोसपोंडिंग जोड़े में आती है तो यह एक एक्सप्लनेशन है जो मेंशं कर रहा था कि आपको एपिपोलर प्लेनों का परिवार मिलता है प्लेन के किसी भी जोड़े का इंटर्सेक्शन एक बेसलाइन है और यह एपिपोलर प्लेन जो आपको एपिपोलर लाइन और उन सभी एपिपोलर लाइनों को प्रोवाइड करने के लिए इमेज प्लेन के साथ इंटरसेप्ट करता है वे रेक्पेक्टिव एपिपोलस पर भी मिल रहे हैं जिन्हें हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं तो यह एक प्लेन है और यह एक अन्य प्लेन है और प्रत्येक प्लेन के लिए अब ये करोसपोंडिंग एपिपोलर लाइनें हैं और इस मामले में वे इंटरसेप्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहे थे तो कैमरा इमेजेस को कन्वर्ज करने के सटीक उदाहरण तो क्या यह दिखाया गया है कि उनकी एपिपोलर लाइनें कन्वर्ज हो रही हैं तो यह एक उदाहरण है मैंने हार्टले और ज़िसरमैन की पुस्तक से लिया है जिसे कंप्यूटर विज़न में मल्टीपल व्यू ज्योमेट्री भी दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि उन इमेजेस पर कैसे एपिपोलर लाइनों को मैप किया जा सकता है और आप उन सभी एपिपोलर लाइनों का पता लगा सकते हैं वे इस मामले में कन्वर्ज हो रहे हैं इसके अलावा आप एक स्थिति लेते हैं जब आपके पास कैमरा सेंटर का ट्रांसलेटशन होता है एक्सिस का कोई रोटेशन नहीं होता है तो जिसका अर्थ है कि आपके एपिपोलर लाइन पैरालेल हो जाते हैं इसलिए सभी एपिपोलर लाइन पैरालेल हो जाते हैं इमेज प्लेनों या कैमरे की गति की डायरेक्शन के पैरालेल तो एपिपोलर पैरालेल लाइनो के बाद से वे इनफिनिटी पर मिलते हैं तो यह एपिपोलस इमेज प्लेन में भी है वे पॉइंट हैं जो इनफिनिटी पर लाइन में स्थित हैं तो ये एपिपोलस की इंटरप्रिटेशन हैं जब आपके पास केवल कैमरा सेंटर का ट्रांसलेटशन होता है तो अब मैं आपको विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के मैथेमैटिकल फॉमुलेशन प्रोवाइड करता हूं जिसमें इन अलग अलग एंटिटीज को इन्वॉल्व किया गया है जिन्हें हमने इस तरह से डिफाइन किया है पहली बात जैसा कि हम इस जियोमर्ट्री से देख सकते हैं एक बार फिर कि आपके पास सेंटरस द्वारा दिए गए दो कैमरे हैं और प्रत्येक कैमरे के प्रोजेक्शन मैट्रेस भी हैं जिन्हें यहां भी स्पेसिफाइ किया गया है तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में से एक जो कि दिया गया है तो इसका मतलब है कि यह एक रेफरेंस कैमरा है और यह एक कैमरा सेंटरिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे हमने यहां कंसीडर किया है और दूसरी तरफ दूसरा कैमरा है वह इसी द्वारा दिया जाता है और फिर रोटेशन और ट्रांसलेटशन के रूप में और होता है तो एक अंदर की ओर स्थापित स्टूडियो रेफरेंस कैमरा इस डायग्राम में इस रूप में डेनोट किया गया है तो उनमें से एक एक रेफरेंस कैमरा है और दूसरा एक दूसरा कैमरा है यह एक नोटेशन या बायां कैमरा है आमतौर पर हम रेफरेंस कैमरे को बाएं कैमरे के रूप में और दाएं कैमरे को रेफरेंस कैमरे के संबंध में दूसरे कैमरे के रूप में कहते हैं इसके कोऑर्डिनेट एक्सप्रेस किए जाते हैं और रेफरेंस कैमरा आमतौर पर उनके पास यह कैमरा सेंटरिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है लेकिन इसे जनरलाइज भी किया जा सकता है अब आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास समान पॉइंटस के करोसपोंडिंग दो इमेज पॉइंटस हैं और है इसलिए हम वास्तव में दिखा सकते हैं कि इस स्पेस में सभी पॉइंटस को देखते हुए यह एक होमोग्राफी को प्रेरित करता है हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे लेकिन अभी हम एक पर्टिकुलर प्रकार की होमोग्राफी को कंसीडर करेंगे हम मैथमेटिकल रीलेशनशिप को कंसीडर करेंगे और यह बताएंगे कि होमोग्राफी इसी पॉइंटस के बीच कैसे मौजूद है तो आप कैमरा जियोमर्ट्री के इस पर्टिकुलर रिलेशन को जानते हैं जिसे प्रोजेक्टिव जियोमर्ट्री में होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है और फिर हम कैमरे के सेंटर के संबंध में इस पर्टिकुलर इमेज पॉइंट द्वारा पाई गई किरण को कंसीडर कर सकते हैं और उस पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं जो उस किरण के साथ इनफिनिटी पर पड़ा है तो कि सुडो इंवर्स P प्लस x के रूप में एक्सप्रेस किया गया है इसलिए मुझे सुडो इंवर्स नहीं कहना चाहिए लेकिन यह इस स्ट्रक्चर में दिया गया है आप नोट कर सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन पर्टिकुलर रेखा की डायरेक्शन इसे किसी भी पॉइंट जो इस लाइन के लिए इनफिनिटी पर स्थित है जिसे के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो अंत में यह एक ही पॉइंट है जिस को हम कंसीडर कर रहे थे जो कि इनफिनिटी पर है और हम इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में उस पॉइंट की एक इमेज को कंसीडर कर रहे हैं इसलिए अगर मैं किसी भी अन्य इमेज पॉइंट के लिए प्रत्येक इमेज पॉइंट को कंसीडर करता हूं y तो हमारे पास भी एक करोसपोंडिंग इमेज पॉइंट है जो फिर से सीन पॉइंट द्वारा बनता है जो इनफिनिटी पर स्थित होता है और उस प्लेन को इनफिनिटी पर प्लेन कहा जाता है तो उस और इन सभी पॉइंट्स के लिए एक पर्टिकुलर नोटेशं है तो यह प्लेन हम इस मामले में मान लेते हैं कि हम केवल इनफिनिटी पर प्लेन के संबंध में करोसपोंडिंग पॉइंट्स के फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे फिर हम उन करोसपोंडिंग पॉइंट्स के बीच एक इंटरेस्टिंग होमोग्राफी प्राप्त कर सकते हैं इसका मतलब है कि पहले कैमरे का पहला इमेज प्लेन का पॉइंट और करोसपोंडिंग पॉइंट्स जो प्लेन से इनफिनिटी के दूसरे पॉइंट्स पर पाए जाते हैं दूसरा कैमरा इनफिनिटी पर इस पर्टिकुलर होमोग्राफी में हम कभी कभी इनफिनिटी पर होमोग्राफी के रूप में भी रेफर होते हैं तो यह डिस्कशन हम बाद में भी करेंगे लेकिन इनफिनिटी के इस स्ट्रक्चर को सिम्पल होने दें क्योंकि जैसा कि आप इस रिलेशन से देख सकते हैं यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह आपको करोसपोंडिंग दे रही है और जो इस रूप में आसानी से कंप्यूट की जाती है तो यह वह सीन है जो इनफिनिटी पर प्लेन में स्थित है इसलिए मैं इस मैट्रिक्स को इसके करोसपोंडिंग एलीमेंट्स द्वारा सिंप्लिफाई कर सकता हूं तो यह द्वारा दिया गया है और यह होना चाहिए तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको होमोग्राफी मैट्रिक्स रूप में मिलती है यह आपका पॉइंट है अब इन लाइन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है जैसा कि मुझे पता है कि प्रोजैक्टिव स्पेस में यह क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए और इससे आपको यह लाइन मिल जाएगी अब यह ऑपरेशन ये तीनों वैक्टर हैं और हम जानते हैं कि इस ऑपरेशन के क्रॉस प्रोडक्ट को कंप्यूट कैसे किया जाता है इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के संदर्भ में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है मैं एलीमेंट्स के साथ एक थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाता हूं और मैं इस पर्टिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस् कर सकता हूं उस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के संबंध में जैसा कि मैंने मेनशं किया था तो मैं आपको एक सिम्पल नोटेशन दिखता हूं इसलिए इस डिस्कशन को पूरा करने के लिए हम इन पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट पर वापस आएंगे मैं लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है जो हमें मैट्रिक्स कहता है और यह x प्राइम से मल्टीप्लाई किया जाता है जो आपको 1 प्राइम दे रहा है जो 2 अंकों के इस क्रॉस प्रोडक्ट के इक्विवलेंट कंप्यूटेशन कर रहा है तो मैं इस ऑपरेशन को एक्सपेंड कर सकता हूं तो इसे इस रूप में होमोग्राफी रिलेशन का उपयोग करके भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और चूंकि यह एक मैट्रिक्स है इसलिए मैं इन दो मैट्रिक्स को कंपोजिट फार्म में मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इसे F द्वारा डेनोट कर सकता हूं तो यह रिलेशन दूसरे कैमरे में इस एपिपोलर लाइन को पहले कैमरे के इमेज पॉइंट से प्राप्त किया जा सकता है यह इस स्टीरियो सेटअप में एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है एक स्टीरियो सेटअप में एक बहुत ही फंडामेंटल रिलेशनशिप है और वे इस पर्टिकुलर रूप से रिलेटिड हैं एक्सप्रेशन तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे आप इस परामीटरस से जानते हैं इस वेल्यू से प्राप्त किया जा सकता है और अगर मैं इसके होमोजनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम के पहले कैमरे में इमेज पॉइंट को मल्टीप्लाई करता हूं तो इस मैट्रिक्स F के साथ जो 3x3 डिमिंशन का है तब हमें एपिपोलर लाइन मिलेगा तो इस मैट्रिक्स को फंडामेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है और यह बहुत ही विशेष प्रॉपर्टी है या इस स्टीरियो सेटअप की विशेष मैट्रिक्स है और इसका कार्य यह है कि यह एक इमेज पॉइंट को एक लाइन में कन्वर्ट करता है जो एक एपिपोलर लाइन है और कभी कभी उन्हें भी कहा जाता है यह रिलेशनशिप है जिसे को रिलेशन भी कहा जाता है यह एक प्रकार का मिस्नोमर है लेकिन आपको पाठ्य पुस्तक में यह शब्द मिल सकता है तो मैं यह भी एक्सप्लेन करता हूं कि यह कन्वर्जन यहां कैसे हो रहा है इसका मतलब है कि एक क्रॉस प्रोडक्ट को थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है इसलिए अगर मैं कंसीडर करूं तो आइए हम कंसीडर करते हैं कि कि कॉलम वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है कंसीडर करें कि ये कॉलम वैक्टर हैं और एक पॉइंट यह है जैसा कि आप जानते हैं कि यह मूल रूप से एक कॉलम वेक्टर है और इसका कोऑर्डिनेट है मुझे इसे x y और कुछ स्केल वेल्यू k के रूप में रिप्रेजेंट किया हैं जो होमोजनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए जब हमारे पास एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है आइए इस सीनरिओ को कंसीडर करें इसलिए जब आपके पास यह है और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे हम इस पर कंसीडर करेंगे i j k और यह है e x प्राइम e y प्राइम e z प्राइम और इसे कहते हैं x y k इसलिए मुझे इस एक्सप्रेशन को कंप्यूट करने की आवश्यकता है इसलिए मुझे इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने दें जैसा कि हमने पहले भी किया था तो हम इसे k e y प्राइम माइनस y e z प्राइम कह सकते हैं यह i प्लस है तो x e z प्राइम माइनस k e x प्राइम यह j प्लस y e x प्राइम माइनस x e y प्राइम है यह k है तो आपको यह पर्टिकुलर एक्सप्रेशं मिलता है तो आप एक वेक्टर रखना चाहेंगे जो आपको ये सब चीजें दे इसका मतलब है इसे आपको यह देना चाहिए k e y प्राइम माइनस y e z प्राइम फिर x e z प्राइम माइनस k e x प्राइम और y e x प्राइम माइनस x e y प्राइम इसलिए मेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के संबंध में एक मैट्रिक्स होना चाहिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में रिप्लेस करने को कंसीडर कर रहे हैं तो यह मल्टीप्लाई करना चाहिए जिसके साथ मुझे यह पर्टिकुलर एक्सप्रेशन देना चाहिए इसलिए मुझे इस वेल्यू का पता लगाना होगा अब आप देख सकते हैं कि इसे प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है तो इस पंक्ति में कोई x कंपोनेंट नहीं है तो यह 0 होना चाहिए फिर y के लिए यह है k के लिए यह है दूसरी पंक्ति पर कंसीडर करें तो x कंटेन है फिर यह 0 है और फिर k के साथ यह तीसरी पंक्ति पर कंसीडर करें जहां x में है फिर y में सेऔर यह 0 है तो यह वही है जिसका आप कन्वर्जन जानते हैं मैं इसे थ्री डायमेंशनल मल्टीप्लिकेशन द्वारा रिप्लेस कर सकता हूं आप पर्टिकुलर रूप से ध्यान दें कि ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसके सभी डायगोनल एलीमेंट्स 0 हैं और आप यह पता लगा सकते हैं कि संबंधित ट्रांस्फ़ॉर्मेशन आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स एलीमेंट्स का नेगेशन देगा तो यह इस तरह से इस मामले में एक्सप्लेन किया गया है इसलिए हम इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि इसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और जैसा कि मैंने पहले मेंशं किया है कि इस रिलेशनशिप मैट्रिक्स रिलेशनशिप को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है अब आप नोटेशन में प्राइम ' का उपयोग कर सकते हैं मैंने हर मामले में प्राइम ' का उपयोग किया है क्योंकि वे सभी से रिलेटिड हैं हालाँकि आप जानते हैं कि यह केवल एक ध्यान देने की बात है कि आपको इसका उपयोग करने की आवश्यकता है इसलिए फंडामेंटल मैट्रिक्स जैसा कि आप एक्सपेंडिड रूप को देख सकते हैं जब मैं केवल प्रोजेक्शन मैट्रीस के एलीमेंट्स और एपिपोल के बारे में कंसीडर कर रहा हूं जिसे लिखा जा सकता है इसलिए मैं इस फंडामेंटल मैट्रिक्स को कैमरा मैट्रीस और एपिपोलर कॉन्फ़िगरेशन द्वारा एपिपोल से ही एक्सप्रेस कर सकता हूं इसलिए हम इस चर्चा को एपिपोलर जियोमर्ट्री पर जारी रखेंगे एक बार फिर से फंडामेंटल मैट्रिक्स है अगर मैं पहले कैमरे में प्रोजेक्टिव स्पेस में किसी भी इमेज पॉइंट को मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं इस मैट्रिक्स F के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा दूसरे कैमरे में एपीपोलर लाइन तो इंटरप्रिटेशन यह है कि यह इमेज पॉइंट है इसलिए सभी करोसपोंडिंग इमेज पॉइंट किसी भी या इसी इमेज पॉइंट इस एपिपोलर लाइन पर स्थित होंगे जिसका मतलब है कि मैं लाइन के साथ पॉइंट कंटेंटमैंट रिलेशनशिप लागू कर सकता हूं आप नोट करे कि कैमरा का यह सेंटर इसके द्वारा दिया गया है पहले कैमरे का सेंटर इस द्वारा दिया गया है और दूसरे कैमरे का सेंटर भी इस पर्टिकुलर रूप से दिया गया है तो यह इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि एपिपोल को हम कैमरा सेंटर की इमेज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं इसलिए बाएं एपिपोल e के लिए यह एक्सप्रेस किया जा सकता है जैसे कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं मुझे e का इमेज कॉर्डिनेट मिलेगा और जो इसके द्वारा दिया गया है तो जो है या यह इक्विवलेंट होगा क्योंकि आप जानते हैं कि इस मामले में डायरेक्शनलीटी कोई मैटर नहीं रखती है माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शनलीटी को डिनोट करता है इसी तरह पहले कैमरा सेंटर की इमेज के रूप में कंसीडर किया जा सकता है जो है तो की इमेज e है e की इमेज है और C की इमेज है और इस तरह से रिलेशनशिप है और पॉइंट् कंटेंटमैंट रिलेशनशिप यहां एक्सप्रेस किए गए एपिपोलर लाइन के साथ है तो मैं एपिपोलर लाइन प्राप्त कर सकता हूं जो कि से एक्सप्रेस की जा सकती है और यदि मैं पॉइंट कंटेंटमेंट रीलेशनशिपअप्लाई कर सकता हूं औरके रूप में एक्सपेंड करता हूं तो हम एक रीलेशनशिप ऑब्जरवेबल प्राप्त करते हैं इसलिए दो करोसपोंडिंग पॉइंट दिए गए हैं जो दो इमेजेस के साथ या मेजरेबल या कम्प्यूटेबल हैं इसका मतलब है वे एक ही पॉइंट के पॉइंटस हैं फिर उनके मैट्रिक्स जो इस रीलेशन को संतुष्ट करते हैं तो यह रिलेशनशिप एपिपोलर जियोमर्ट्री और बहुत ही फंडामेंटल है अब अगर मैं मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन रूल अप्लाई करता हूं तो मैं इसे इस तरह से भी एक्सप्रेस् कर सकता हूं अगर मैं कंसीडर करता हूं कि यह एक रेफरेंस कैमरा है और यह दूसरा कैमरा है तो उस पॉइंट के करोसपोंडिंग संबंध में भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो उस रिलेशनशिप को सटिस्फाई करता है और उन मैट्रिक्स को फंडामेंटल मैट्रिक्स कहा जाता है और वे इस रिलेशन से रिलेटिड हैं इसलिए अगर यह इस कैमरे के संबंध में एक रेफरेंस कैमरा है अगर फंडामेंटल मैट्रिक्स F है अगर मुझे लगता है कि अन्य कैमरा रेफरेंस कैमरा है तो फंडामेंटल मैट्रिक्स होगा यही हमें इस रिलेशनशिप में मिलता है एक और पर्टिकुलर टर्म है जिसका उपयोग किया जाता है टर्मिनोलॉजी जो एपिपोलर जियोमर्ट्री में उपयोग की जाती है जब कैमरा मैट्रिक्स होता है जब कैमरा एक कैलिब्रेटेड कैमरा होता है इसलिए हम कहते हैं कि एक कैमरा कैलिब्रेट किया जाता है जब कलइब्रेशन मैट्रिक्स हमें ज्ञात होता है और फिर हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे सिंप्लिफाई किया जा सकता है इसलिए जब आपके पास एक कलइब्रेशन होता है जब आप कलइब्रेशन मैट्रिक्स को जानते हैं तो मैं किसी भी इमेज को नॉर्मललाइज कैनोनिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट को एक्सप्रेस् कर सकता हूं तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल मैट्रिक्स और कैमरा पैरामीटरस के बीच रिलेशनशिप इस रूप में दिया गया है P औरC जैसा कि यहां दिखाया गया है दो कैमरों को देखते हुए और मान लीजिए कि P को केवल एक कैनोनिकल रूप दिया गया है I 0 नॉर्मललाइज कैनोनिकल रूप से कलइब्रेशन मैट्रिक्स इसका मतलब है हमारे पास स्टैंडर्ड पिनहोल कैमरा जियोमर्ट्री में लाने के लिए सभी आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं बेस पिनहोल कैमरा जियोमेट्री कॉन्फ़िगरेशन कैमरा सेंटरिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस कोऑर्डिनेट कन्वेंशन के साथ होता है इसलिए अगर मैं एक बार फिर से इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो इस रिलेशन को एक्सप्रेस किया जा सकता है आप देख सकते हैं कि यह भी कंसीडर किया जा सकता है कि यह एक रिप्रेजेंटेशन है यह कैमरा सिस्टम का एक और रिप्रेजेंटेशन है और अगर मैं कैलिब्रेशन मैट्रिसेस डालता हूं तो अगर मुझे पता है कि कैलिब्रेशन मैट्रिसेस हमेशा आवश्यक ट्रांसफॉर्मेशन करके उन्हें कवर करता है फिर यह पर्टिकुलर स्ट्रक्चर t से रिलेटिड होगी एक ट्रांसलेशन पैरामीटर है तो यह है कि फंडामेंटल मैट्रिक्स को उस रूप में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और फिर इस फंडामेंटल मैट्रिक्स को एसेंशियल मैट्रिक्स कहा जाता है इस पर्टिकुलर रूप में इस फंडामेंटल मैट्रिक्स को कहा जाता है एसेंशियल मैट्रिक्स इसलिए इसके साथ मैं इस लेक्चर को यहां रोक दूंगा और हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे तो इस लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद